अब तक हम श्रोडिंगर समीकरण के ऐसे हल ढूंढ रहे हैं जो एक बाध्य कण का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसका क्या अर्थ है इसका मतलब है तरंग समारोह x→±∞→0 इस लेक्चर में हम इस लेक्चर में कुछ अलग करना चाहते हैं हम फ्री पार्टिकल्स पर विचार करते हैं और उससे मेरा मतलब है वे ∞ से आ रहे हैं वे वापस प्रतिबिंब ित कर सकते हैं और ∞ पर जा सकते हैं और इसी तरह तो ψ≠0 x→±∞ के रूप में और आप जो विचार करना चाहते हैं वह बाधा के पार कण ों का प्रतिबिंब और संचरण है मुझे समझाएं कि एक समस्या में पहले क्या मतलब है हमने एक परिमित आकार के बॉक्स की ऊंचाई में कण को V0 माना था और हमने जो पाया वह यह है कि तरंग फ़ंक्शन अंदर शून्य नहीं था लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह भी शून्य से बाहर नहीं था तो जब एक कण सीमित है और मैं सीमित हूं मैं उद्धरणों में एक सीमित आकार के कुएं में कहूंगा एक संभावना है कि यह कुएं के बाहर पाया जाता है उस स्थिति में हमने जो पाया वह कुएं के बाहर x2≠0 है और इसका मतलब है कि कुएं के बाहर कण मिलने की संभावना थी अगर मैंने यहां जांच की या यहां कभी कभी जांच की तो मुझे वह कण मिल जाएगा हालांकि संभावना छोटी है इसके छोटे से बाहर कुएं में सबसे बड़ा है लेकिन शून्य नहीं यह शास्त्रीय से अलग है व्यवहार क्या होता है यदि शास्त्रीय व्यवहार कुएं में एक कण है तो कुएं के बाहर कभी नहीं मिलेगा इसलिए यह अन्य मामलों में भी कुछ ऐसा ही होता है और यही हम तलाशना चाहते हैं यह मामला मैं केवल नई क्वांटम घटना में कण की तरंग प्रकृति के कारण कहना चाहता हूं हालांकि आप इसे बाधा के पार जाने वाले कण के संदर्भ में देख रहे हैं यह तरंगों में कोई नई बात नहीं है तो चलिए मैं आपको सिर्फ यह कहकर प्रेरित करता हूं मान लीजिए मेरे पास एक पतली स्ट्रिंग और एक मोटी स्ट्रिंग है और जो हम पाते हैं वह है अगर कोई लहर आ रही है तो हमेशा एक प्रतिबिंब होगा और कुछ संचरण होगा चाहे आप कुछ भी करें इसी तरह अगर मेरे पास एक कदम है और मान लीजिए मैं एक कण को अंदर आने देता हूं और प्रतीकात्मक रूप से मैं इस ऊर्जा ई को चरण ऊंचाई से अधिक होने के लिए शास्त्रीय रूप से बना रहा हूं कण सीधे क्वांटम यांत्रिक रूप से ध्वनि होगा कण ों के आने की संभावना है पीछे और अन्य बाहर जाते हैं इस मामले में बहुमत बाधा के दूसरी तरफ जा रहा होगा जैसा कि आप शास्त्रीय रूप से उम्मीद करेंगे जहां सभी कण दूसरी तरफ जाते हैं लेकिन क्वांटम यांत्रिक रूप से उनमें से कुछ वापस आ जाएंगे और यह कुछ भी नहीं है लेकिन क्योंकि एक लहर जुड़ी हुई है और एक सीमा की स्थिति है जहां तरंगों को अन्य घटनाओं से मेल खाना पड़ता है जो इस तरह के तरंग यांत्रिकी के समान है जहां मान लीजिए मेरे पास है एक कण बाधा ऊंचाई से कम ऊर्जा पर आ रहा है तो आप पाएंगे कि क्वांटम भी यांत्रिक रूप से सभी कण वापस चले जाते हैं कभी कभी आपको दूसरी तरफ कण खोजने की संभावना होती है शास्त्रीय तरंगों में ऐसा होता है कुल आंतरिक प्रतिबिंब में कुल आंतरिक प्रतिबिंब में मान लीजिए कि 2 मीडिया की सीमा है और कुल आंतरिक प्रतिबिंब हो रहा है तब भी कुछ है इस तरफ विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र हालांकि सभी प्रकाश वापस जा रहे हैं और इसलिए अगर मैं यहां एक और माध्यम डालता हूं या इस कांच को बहुत पतला बनाता हूं तो कुछ प्रकाश इसी तरह से गुजरता है यहां हम पाएंगे कि यदि मैं परिमित आकार के इस चरण को करता हूं तो आपको योग के कण मिलेंगे टनलिंग के रूप में जाना जाता है के माध्यम से जाना तो ये सभी घटनाएं तरंगों से संबंधित हैं और जब हम कण ों को संचालित मानते हैं या उनके गुणों को तरंगों द्वारा संचालित किया जाता है तो ये घटनाएं कण ों के व्यवहार में भी आती हैं तो आइए अब हम इन समस्याओं को कदम दर कदम उठाते हैं तो इस व्याख्यान में मैं जिस समस्या को उलझाने जा रहा हूं वह एक बाधा के पार कण ों का प्रतिबिंब और संचरण है तो यहां ऊंचाई का अवरोध है V0 और पहला मामला जो मुझे लगता है कि ऊर्जा EV0 में आने का एक कण है बाएं हाथ की ओर 0 है तो बाईं ओर तरंग फ़ंक्शन की गणना श्रोडिंगर समीकरण V0 द्वारा की जाती है तो यह Eψ के बराबर है E को 0 से अधिक होना चाहिए अन्यथा तरंग फ़ंक्शन का क्षय हो जाता है और इसलिए मेरे पास जो समाधान हैं वे हैं xeikx मुझे इसे k1x या e ik1x कुछ आयाम A कुछ आयाम B कहते हैं तो लहर आ सकती है और क्योंकि सीमा पर भी वापस जा सकती है और तो यह x0 के लिए समाधान है जहां x0 वह जगह है जहां यह कदम x0 के लिए है मेरे पास 22md2dx2V0ψEψ है और यह मुझे समाधान देता है xeαx या e αx जहां α2mV0 E2 आइए हम इस आयाम को C और आयाम D भी कहते हैं k1 2mE2था तो आइए इस चित्र को फिर से बनाते हैं यह बीच में x 0 है और क्षमता की ऊंचाई V0 है V0 यहाँ यहाँ तरंग फलन है जो Aeik1xBe ik1x है तो तरंग फ़ंक्शन सुपरपोजिशन है और हम एक्स 0 के लिए दाईं ओर सीमा की स्थिति के माध्यम से ए और बी पाएंगे मेरे पास CeαxD e αx समाधान है कि आप सीमा की स्थिति के माध्यम से ए बी सी और डी कैसे पाते हैं और सीमा की स्थिति यह है कि x 0 पर निरंतर रहें और x 0 पर निरंतर रहें अब हमारी अपेक्षा यह है कि जब कण बाईं ओर से आ रहे हों वे दायीं ओर के शोर पर वास्तव में बहुत दूर नहीं जा सकते तो इस अपेक्षा से कि कण बाईं ओर से आ रहे हैं इसलिए शुरू में वे दाईं ओर कोई कण नहीं हैं जब हम x पर जाते हैं तो कोई कण नहीं होगा इसका मतलब है कि हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि डी शून्य नहीं है लेकिन सी 0 क्योंकि सी तरंग फ़ंक्शन को उड़ा देता है क्योंकि एक्स जाता है और इसलिए इसे 0 माना जाएगा तो सी गैर शून्य तरंग फ़ंक्शन को उड़ा देगा और यह के रूप में जा रहा है जब x→∞ और इसलिए सी 0 इसलिए भौतिक अपेक्षा है कि हम सीमा से दूर किसी भी कण को देखने की उम्मीद नहीं करते हैं और अगर हम सी को शून्य नहीं रखते हैं तो तरंग फ़ंक्शन उड़ाता है दोनों आपको यह विचार देते हैं कि सी को 0 बनाया जाना चाहिए तो दाहिनी ओर एकमात्र समाधान D e αx है तो अब हम फिर से लिख सकते हैं यह समस्या है x0 xAeik1xBe ik1x x0 के लिए D e αx या x0 के बराबर है तो x0 पर निरंतर है आपको ABD देता है जो कि मेरा समीकरण 1 है और x0 पर निरंतर है मुझे A Bik αD दें जो कि मेरा समीकरण 2 है दो समीकरण और तीन अज्ञात हैं हम इसे कैसे हल करते हैं हम सभी तीन अज्ञात को जानने में रुचि नहीं रखते हैं हम सभी को जानने में रुचि रखते हैं कि BA और DA क्या है वे आपको उन कण ों का अनुपात देंगे जो पार करते हैं तो जब हम इसे हल करते हैं तो दूसरा समीकरण मैं A B ikD के रूप में लिख सकता हूं जो कि iαkD है और यह आपको तुरंत बताता है कि D2A1iαk जो 2kAkiα के बराबर है और B जो D A के बराबर है वह 2kAkiα A के बराबर होने वाला है और वह आपको k iαkiα A देता है तो हमने जो पाया वह यह है कि इस मामले में जब कण आ रहे हैं और वापस जा रहे हैं और यहां कुछ क्षयकारी तरंग कार्य है तो मुझे Aeikx मिला है जो दाएं आने वाले कण ों का प्रतिनिधित्व करता है Be ikx बाईं ओर जाने वाले कण ों का प्रतिनिधित्व करता है मैंने पाया है कि BA बराबर है यह देखने के लिए कि यह k iαkiα और DA2kkiα कहां है अब यहां से निकलने वाली लहर एक खड़ी लहर है या शायद थोड़ी यात्रा कर रही है क्योंकि ए और बी बराबर नहीं हैं तो यह मूल रूप से तब होता है जब मैं बाईं ओर लिखता हूं समाधान में AeikxBe ikx होता है मैं एक लहर लिख रहा हूं जो दाईं ओर यात्रा करने वाली लहर और बाईं ओर यात्रा करने वाली लहर की सुपरपोजिशन है और इसलिए मैं Aeikx की व्याख्या कर सकता हूं दायीं ओर आने वाले कण ों का प्रतिनिधित्व करते हैं और Be ikx इन के बाईं ओर जाने वाले भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं तो बाईं ओर से दाईं ओर करंट का अनुपात कुछ भी नहीं होने वाला है लेकिन परावर्तन गुणांक जब तक आप नहीं करेंगे तब तक प्रतिबिंब गुणांक बाईं ओर चालू होता है यह गति होने वाली है कृपया उस व्याख्यान पर वापस जाएं जहां हमने लिया था समय पर निर्भर श्रोडिंगर समीकरण वर्तमान समय की गणना करने के लिए B2वर्तमान को दाईं ओर गति A2 से विभाजित करने जा रहा है और यह कुछ भी नहीं होने वाला है लेकिन k iα2kiα2जो कुछ भी नहीं है लेकिन 1 है तो सभी कण दाईं ओर आ रहे हैं वास्तव में एक ही समय में परावर्तित हो रहे हैं कण ों को खोजने की संभावना है और मैं इस आंकड़े में इस नीले रंग से दिखा रहा हूं क्योंकि एक De αx हमेशा खोजने की संभावना है इस क्षेत्र में कण इसलिए हालांकि अंततः सभी कण वापस चले जाते हैं क्या होता है यदि मैं इसमें एक कण को मापने या खोजने का प्रयास करता हूं और मुझे कभी कभी कुछ कण मिलेंगे क्योंकि एक सीमित संभावना है लेकिन प्रतिबिंब गुणांक निश्चित रूप से 1 है आइए अब देखते हैं कि जब हम केस 2 से ऊर्जा बनाते हैं तो क्या होता है V0 से अधिक ऊर्जा तो हम जो कर रहे हैं वह यह है कि हमारे पास x 0 पर यह चरण है इस चरण की ऊंचाई V0 है और ऊर्जा बड़ी है और शुरू में कण बाईं ओर से आ रहे हैं इसलिए हम फिर से उम्मीद करते हैं कि कुछ प्रतिबिंब होगा और इसके खिलाफ कुछ संचरण होगा कि कण बाईं ओर से आ रहे हैं शुरू में कोई कण दाईं ओर से नहीं आ रहा है तो केवल एक चीज जो मैं देख सकता हूं वह यह है कि बाधा से टकराने के बाद कण केवल दाईं ओर जा सकते हैं मैं x0 के लिए बाईं ओर आने वाले समाधान को नहीं लूंगा इसलिए पहला प्रेक्षण चूंकि शुरू में कण बाईं ओर से आ रहे हैं इसलिए x0 क्षेत्र के लिए बाईं ओर जाने वाली कोई तरंग नहीं होगी तो फिर से मैं x0 के लिए xAeik1xBe ik1x होने जा रहा हूं जहां k12mE2और मेरे पास xCeik2x जहां x0 के लिए k22m2 होगा और मैं सी कैसे ढूंढूं ए और बी फिर से सीमा की स्थिति के माध्यम से सीमा की स्थिति क्या है ψ x0 और x0 पक्षों से समान हो जिसका अर्थ है कि पक्ष निरंतर हैं इसलिए मेरे पास ABC संख्या 2 होने वाली है निरंतर रहें तो मेरे पास ik1A Bik2C होगा यह मेरा समीकरण 1 है यह मेरा समीकरण 2 है या A Bk2k1C है अब हम दो समीकरणों को हल कर सकते हैं और मुझे 2A1k2k1C या C2k1k1k2A मिलता है और मुझे BC A मिलता है जो कि 2k1k1k2 1A है जो k1 k2k1k2 B है तो मुझे सी मिलता है जो 2k1k1k2A का अर्थ है CA2k1k1k2 और B जो k1 k2k1k2 A है जिसका अर्थ है कि BAk1 k2k1k2 अब परावर्तन गुणांक Rcurrent going to the leftcurrent going to the right क्षेत्र x0 में दाईं ओर जा रहा है यह वह गति होगी जो k गुणा B2 को गति A2 से विभाजित करके दी जाएगी तो यह k1 k22 k1k22 निकलता है और ट्रांसमिशन गुणांक x0 के लिए गति v2 होने जा रहा है जो कि v2C2v1A2 होने वाला है तो v2 घटा v1 अब v1 गुणा 4k12 k1k22से विभाजित है गति k के समानुपाती होती है तो यह 4k1k2 k1k22 होने जा रहा है तो हमने जो गणना की है वह इस मामले में है जब एक कण बाईं ओर से एक बाधा से टकरा रहा है और ऊर्जा ऐसी है कि यह V0 शास्त्रीय से अधिक है यदि हम उम्मीद करेंगे कि सभी कण इससे नीचे जाएंगे जो हम अभी पाते हैं कि एक परावर्तन गुणांक है जो k1 k2 k1k22 के बराबर है और संचरण गुणांक जो 4k1k2 k1k22 है यदि आप इन्हें ऊर्जा बनाम V के विरुद्ध प्लॉट करते हैं तो हम पाते हैं कि यदि EV0 प्रतिबिंब गुणांक है जो मैं लाल रंग से दिखाने जा रहा हूं वह 1 से V0 तक है और संचरण गुणांक जो मैं नीले रंग से दिखाने जा रहा हूं वह 0 से V0 तक है इस प्रतिबिंब गुणांक से परे 0 अचानक नहीं बन जाता है लेकिन धीरे धीरे 0 और उससे आगे चला जाता है यह संचरण गुणांक अचानक एक नहीं हो जाता है लेकिन धीरे धीरे दृष्टिकोण एक ऐसा होता है कि योग TR हमेशा 1 होता है तो यह एक और परिणाम है जो शास्त्रीय यांत्रिकी से अलग है यहां तक कि V0 से अधिक ऊर्जा के लिए भी प्रतिबिंब है और संचरण 1 नहीं है अब V0 से कम ऊर्जा के मामले में क्या होगा हमने पाया कि कण कण में आता है लेकिन कण के यहां पाए जाने की एक सीमित संभावना है तो बिलकुल आंतरिक प्रतिबिंब की तरह अगर मैं इस बाधा को छोटा कर दूं इसका मतलब है कि मेरे पास केवल इस छोटे से क्षेत्र में V0 है फिर से कण के गुजरने की संभावना होगी यह बहुत ही सहज ज्ञान युक्त बहुत गैर शास्त्रीय है क्योंकि यहां व्यावहारिकता की संभावना है और फिर यह इसके माध्यम से जा सकता है सुरंग के रूप में जाना जाता है भले ही ऊर्जा बाधा से कम हो कण अभी भी गुजर सकता है और यह एक क्वांटम घटना है क्योंकि प्रकाश की तरंग प्रकृति इस व्याख्यान को समाप्त करने के लिए क्या है हमने एक बाधा के पार एक कण के संचरण और प्रतिबिंब पर विचार किया है और व्यवहार को शास्त्रीय व्यवहार से अलग पाया है और यह एक कण से जुड़ी लहर के कारण है और मैंने आपको यह सोचने के लिए प्रेरित किया है कि अगर मैं पतली चौड़ाई के इस अवरोध को बनाता हूं वे शायद एक बाधा के माध्यम से कण संचारित कर रहे हैं भले ही इसकी ऊर्जा बाधा ऊंचाई से कम हो और इसे सुरंग की घटना के रूप में जाना जाता है जिसे मैं अगले व्याख्यान में विचार करूंगा